आप डॉक्यूमेंट सेट पर अपने समराइजेशन अल्गोरिथम को चलाते हैं और फिर आपको कुछ वाक्यों का सेट मिलता है तो यह मानकर कि आप एक्स्ट्रेक्टिव समराइजेशन के रूप में चल रहे हैं आपको आउटपुट के रूप में वाक्यों का एक सेट मिलेगा आप विभिन्न प्रकार के एब्सट्रैक्टटिव समराइजेशन भी चला सकते हैं और आपको अपने आउटपुट के रूप में विभिन्न प्रकार के वाक्य मिलेंगे अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी समरी कितनी अच्छी है तो जैसे आप बात करते हैं तो देखेंगे कि समरी के इवैल्यूएटिंग क्राइटेरिया क्या होने चाहिए इसलिए हम कहते हैं कि यदि हम इसे मानव को देते हैं तो मानव को यह कहना चाहिए कि इस समरी में ओरिजिनल आर्टिकल की अच्छी मात्रा है इसलिए यह एक क्राइटेरिया हो सकता है कि इस समरी का सूचनात्मक कवरेज क्या है और फिर हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि वाक्य कितने डाईवर्स हैं आपको यहां विभिन्न प्रकार की समरी मिल रही हैं आप रीडएबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं यदि आप एक एब्सट्रैक्टटिव समराइजेशन कर रहे हैं तों आपके कार्य के आधार पर कुछ अन्य क्राइटेरिया हो सकते हैं तो क्या आपको वह जानकारी मिल रही है जो आप इस समरी से चाहते थे यह आप किसी प्रकार के मानव इवैल्यूएशन से कर सकते हैं आप कुछ मनुष्यों को समरी देते हैं और उन्हें 1 से 5 के स्केल पर इन बिंदुओं के साथ समरी को रेट करने के लिए कहते हैं और यह समरी 1 से 5 स्केल पर कितनी अच्छी है रीडएबिलिटी के अनुसार सूचना कवरेज के अनुसार डाईवर्सिटी के अनुसार और इसी तरह लेकिन जो हम देखेंगे वह कुछ मेथड है जिसके द्वारा आप स्वचालित रूप से इवैल्यूएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के संबंध में समरी कितनी अच्छी है और ऐसा करने के लिए कुछ तरीके हैं और एक बहुत लोकप्रिय मेथड रूज स्कोर है और यही हम देखेंगे क्या विचार है तो आपका सिस्टम इस डॉक्यूमेंट के लिए समरी को रूज मेथड में रेटिंग दे रहा है आप मानेंगे कि कुछ मनुष्य हैं जिन्होंने पहले से ही इस डॉक्यूमेंट को एक गोल्ड स्टैण्डर्ड समरी बनाया है तो यह इस बात में मदद करता है कि आप अब अलग अलग सिस्टम्स को आज़मा सकते हैं यहाँ समरी प्राप्त करें और पता लगाएं कि कौनसा मानव के संबंध में सबसे अच्छा करता है तो आपके पास मानव समरी है और आपके पास कुछ सिस्टम जनरेटेड समरी है और आप इनकी तुलना करना चाहते हैं और यह तुलना एक एप्रोच द्वारा की जाती है इसे रूज एप्रोच कहा जाता है हमारे पास क्या है तों हमारे पास सिस्टम जनरेटेड समरी है कुछ वाक्य और एक रेफ़रेंस समरी जो मानव द्वारा बनाई गई है अब सामान्य तौर पर ऐसा हो सकता है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट के लिए कई समरी बनाना चाहते हैं इसलिए उसी डॉक्यूमेंट में कई रेफ़रेंस समरी हो सकती हैं इसलिए 3 रेफ़रेंस समरी या 5 रेफ़रेंस समरी आपको सिस्टम द्वारा उत्पन्न समरी के साथ तुलना करने में सक्षम होनी चाहिए तो जिस एप्रोच का उपयोग किया जाता है उसे रूज इवैल्यूएशन कहा जाता है मौजूदा मूल्यांकन के लिए गिस्तिंग इवैल्यूएशन को याद रखें एक मानव इवैल्यूएशन करने के रूप में अच्छा है लेकिन फिर भी यह समराइजेशन के लिए काफी सुविधाजनक है आपके पास बहुत सारे अलग अलग गणना और बेंचमार्क डेटा सेट हैं तो आप अलग अलग अल्गोरिथम के रूप में उस विभिन्न सिस्टम्स में क्या देखना चाहते हैं क्या वे पिछले एप्रोच में सुधार करने में सक्षम हैं या नहीं और एक मानव इवैल्यूएशन अलग अलग अल्गोरिथम विभिन्न रूपों के लिए करने के लिए संभव नहीं है और यह बहुत विश्वसनीय नहीं हो सकता है कि क्या आप एक ही मनुष्य को फिर से प्राप्त करते हैं और भले ही वे विभिन्न स्वयंसेवकों से हों वे सभी कितने हैं और इसलिए इसके साथ कई अन्य मुद्दे हो सकते हैं इसलिए स्वचालित इवैल्यूएशन का उपयोग करने से ऐसी सभी समस्याओं से बचा जाता है और आप कहते हैं कि बेंचमार्क डेटा सेट के लिए ऐसा ही है इसलिए समराइजेशन के लिए ऐसे डेटासेट हैं जो डॉक्यूमेंट समझ सम्मेलनों में दिए गए हैं तो वे DUC के नाम से हैं DUC के पास कई डेटासेट हैं इसलिए DUC 02 DUC 03 और इसी तरह तो आपके पास क्या है आपके पास कुछ डाक्यूमेंट्स हैं वो लगभग 400 डॉक्यूमेंट हो सकते हैं प्रत्येक डॉक्यूमेंट के लिए वे कुछ मैनुअल समरी प्रदान करते हैं तो कुछ गाइडलाइन्स का उपयोग करके उन्होंने मैनुअल समरी बनाई हैं उन्होंने इन सभी 400 डाक्यूमेंट्स के लिए किया है अब आपके पास अपना अल्गोरिथम होने के बाद आप फिर से इन 400 डाक्यूमेंट्स के लिए समरी तैयार करते हैं तो यह आपकी मानव समरी है यह आपकी सिस्टम समरी है और फिर आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि मैनुअल समरी के लिए सिस्टम समरी कितने करीब है तो अब आप अपने अल्गोरिथम को बदल सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं इस डेटासेट पर अल्गोरिथम कितना अच्छा काम करता हूँ इस डेटासेट पर अन्य वेरिएशन कितनी अच्छी है और आप इस बेंचमार्क पर तुलना भी कर सकते हैं इसीलिए यह स्वचालित इवैल्यूएशन उपयोगी है अब रूज ऐसा करने के लिए एक बहुत लोकप्रिय तरीका है तो आइए देखें कि रूज के लिए मूल विचार क्या है तो रूज में फिर से कई वेरिएशन हैं क्या आप केवल यूनीग्राम पर समानता का पता लगाना चाहते हैं कि एकल शब्द कितने मेल खाते हैं या बाईग्राम्स कितने बाईग्राम्स मेल खा रहे हैं या आप लांगेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के लिए जाना चाहते हैं जो कि मेल खा रहे हैं और ऐसे कई वेरिएशन हैं तो सबसे लोकप्रिय रूज 1 और रूज 2 हैं कितने यूनीग्राम मिलान कर रहे हैं और कितने बाईग्राम्स मेल खा रहे इन दोनों के बीच में तो ऐसा करने के लिए वास्तविक एप्रोच क्या है तो मान लीजिए कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट D और एक स्वचालित समरी X है X वह है जो मेरा अल्गोरिथम प्रदान कर रहा है अब मैं क्या करूंगा मेरे पास N मानव सन्दर्भ समरी का एक सेट है जैसे मैंने इस डेटासेट में किया मान लीजिए कि 3 मनुष्य हैं वे इस डॉक्यूमेंट से प्रत्येक के लिए समरी तैयार करते हैं अब मेरे पास स्वचालित समरी X है तो मैं क्या करूंगा मुझे पता चलेगा कि रेफ़रेंस समरीस में N ग्राम का कितना प्रतिशत X में दिखाई देता है यह ऐसा है जैसे मैं रिकॉर्ड पा रहा हूं सिस्टम समरी में रेफ़रेंस समरी से कितने N ग्राम दिखाई दे रहे हैं तो यह N है 1 से n तक भिन्न हो सकते है यदि मैं n को 1 के बराबर लेता हु यह रूज 1 मेशर है अगर मैं n को 2 के बराबर लेता हु यह रूज 2 मेशर है यह एक रूज 2 मेशर का उपयोग करने के लिए उदाहरण है जिसमे हम बाईग्राम्स लेते है तो आप क्या कर रहे हैं तो हम यहाँ काउंट कर रहे है यहाँ नुमेरटर सभी रेफ़रेंस समरीस के लिए है रेफ़रेंस समरीस में दिखाई देने वाले सभी बाईग्राम्स के लिए है यहाँ पता करें कि सिस्टम जनरेटेड X के साथ कितने मेल खा रहे हैं सिस्टम जनरेटेड समरी x में कितने बाईग्राम्स हैं तो आप काउंट कर रहे वह नुमेरटर है तों डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर सभी बाईग्राम्स के लिए सभी रेफ़रेंस समरीस के लिए है कि कितने बाईग्राम्स हैं यही कारण है कि आप उन सभी बाईग्राम्स के बीच का पता लगा रहे हैं जिन्हें आप सभी समरीस में पा सकते हैं सिस्टम समरी में कितने मौजूद हैं और तुरंत आप यह देख सकते हैं यदि मानव जनरेटेड समरीस में बाईग्राम ज्यादा होता है तो इसका वेट अधिक होता है इसलिए यदि सिस्टम जनरेटेड समरीस में वह ज्यादा होता है तो यह उसे हाई वेटेज देना शुरू कर देगा तो यह एक बहुत ही सरल तरीका है लेकिन इसने मानव निर्णयों के साथ बहुत अधिक संबंध स्थापित करने के लिए दिखाया है और यह इवैल्यूएशन के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है इसलिए यह अच्छी तरह से स्वीकृत तरीका है तो आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि यह एक साधारण उदाहरण पर कैसे काम करता है तो मान लीजिए कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और 3 मनुष्यों द्वारा प्रदान किए गए 3 रेफ़रेंस समरी हैं तो पहली समरीस वाटर स्पिनाच इस ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल ग्रोन इन द ट्रॉपिक्स दूसरा वाटर स्पिनाच इस ए सेमी एक्वेटिक ट्रॉपिकल प्लांट ग्रोन एस ए वेजिटेबल और तीसरा वाटर स्पिनाच इस ए कॉमनली इटन लीफ वेजिटेबल ऑफ़ एशिया 3 अलग अलग रेफ़रेंस समरीस है और अब आपका सिस्टम इस समरी का उत्पादन करता है वाटर स्पिनाच इस ए लीफी वेजिटेबल कॉमनली इटन इन ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ़ एशिया तो आप क्या करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने बाईग्राम्स कॉमन इन मानव समरी एक और सिस्टम समरी प्लस कॉमन बाईग्राम्स में 2 और सिस्टम समरी प्लस कॉमन बाईग्राम्स में 3 और समरी जो आपके नुमेरटर होंगे और डिनोमिनेटर बाईग्राम्स में 1 प्लस बाईग्राम्स में 2 प्लस बाईग्राम्स में 3 होंगे तो 3 में कौनसे बाईग्राम्स हैं इसलिए बाईग्राम्स शब्दों की संख्या से 1 कम होगा क्योंकि मैं बाईग्राम्स जैसे वाटर स्पिनाच स्पिनाच इस ए आदि है तो शब्दों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तीसरे समरी में 9 बाईग्राम्स हैं इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 बाईग्राम्स है तो मेरा डिनोमिनेटर यहाँ 29 है अब मेरा नुमेरटर क्या होगा तो नुमेरटर यह होगा कि इनमें से प्रत्येक के लिए कितने बाईग्राम्स कॉमन हैं इसलिए सिस्टम समरी और मानव एक वाटर स्पिनाच इस कॉमन 1 स्पिनाच इस 2 इस ए 3 फिर सिस्टम और मानव 2 वाटर स्पिनाच 1 स्पिनाच इस 2 इस ए 3 और फिर दोनों में कोई अन्य बाईग्राम्स नहीं होता है तो 3 प्लस 3 और सिस्टम और मानव 3 वाटर स्पिनाच 1 स्पिनाच इस 2 इस ए 3 है फिर कॉमनली इटन 4 फिर लीफ वेजिटेबल 5 ऑफ़ एशिया 6 है इसलिए कॉमन बाईग्राम्स की संख्या 3 प्लस 3 प्लस 6 है जो कुल बाईग्राम्स 10 प्लस 10 प्लस 9 से विभाजित होती है जो कि रूज 2 स्कोर है आप यह गणना करेंगे कि आपने इस एक डॉक्यूमेंट के लिए इसकी गणना की है हम इसे कार्पस में सभी डाक्यूमेंट्स के लिए गणना करेंगे तो रूज के लिए एक टूलकिट उपलब्ध है आप उस टूलकिट को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप सभी डाक्यूमेंट्स को दे देंगे यह रूज 1 रूज 2 रूज 1 और भी सभी स्कोर की गणना करेगा कई अन्य स्कोर हैं जिन्हें आप गणना कर सकते हैं और यह आपको विश्वास अंतराल और सभी भी बता सकता है और फिर आप विभिन्न तरीकों की तुलना कर सकते हैं वे रूज स्कोर कितने अलग हैं अब रूज एप्रोच का उपयोग करते समय एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए सामान्य तौर पर जब हम इसे बेंचमार्क डेटासेट के लिए कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ कंसट्रेंट है कि मुझे समरी लेंथ 100 चाहिए लेकिन मान लीजिए जब आप अपने सिस्टम को चला रहे हैं तो कुछ वाक्य है जिनकी लेंथ 100 से ज्यादा है तों आप रोक देंगे मान लें कि आप 100 और 500 और 700 और 8 पर रोक रहे हैं तो यदि आप उन समरीस का उपयोग करना चाहते हैं तो एक ऐसा तरीका है जिसमें आप टूलकिट में यह कह सकते हैं कि मेरे पास वह लेंथ है जिसे मुझे दिए गए सिस्टम समरी के 100 लेंथ तक विचार करना चाहिए तो एक ऐसा पैरामीटर है जिसे आप टूलकिट में सेट कर सकते हैं जो कहता है कि मैं केवल 100 शब्दों तक लेऊंगा बाकी सब कुछ छोड़ दिया जाएगा तों यह संभव हो सकता है तो एक ही रूज समरी द्वारा आप अलग अलग लेंथ चुन सकते हैं आप यह भी कह सकते हैं कि मैं स्टेमिंग करना चाहता हूं तो स्टेमिंग से उन शब्दों में मदद मिलेगी जैसे कि बॉय और बॉयज शुरू में मिलान करते है अगर बॉय रेफ़रेंस समरी में होता है और बॉयज सिस्टम समरी में होते हैं तों यह मेल नहीं खाएगा लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं स्टेमिंग करूंगा तो यह मेल खाने लगेगा आप यह भी कह सकते हैं कि मैं यह सब पूरा करने से पहले स्टॉप शब्द हटा दूंगा तो इस तरह आप केवल नॉन स्टॉप शब्दों का मिलान कर रहे हैं न कि जैसा इस और ए दोनों में होने वाली घटना से कोई मतलब नहीं होगा तो कई अन्य विकल्प हैं जो आप रूज टूलकिट में देख सकते हैं और वे आपके सिस्टम का बहुत अच्छा इवैल्यूएशन करने में आपकी सहायता करते हैं तो हमने यहां रूज 2 का स्कोर देखा यदि आप इन 3 समरीस के लिए गणना करते हैं तो यह विशेष सिस्टम समरी 0413 होगा और आप रूज 1 की गणना इसी मेथड से कर सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए कई अन्य तरीके हैं एक मेथड पिरामिड इवैल्यूएशन की तरह है जहां विचार यह है कि आप अपने डाक्यूमेंट्स से किसी प्रकार की सिमेंटिक कंटेंट यूनिट्स को परिभाषित करते हैं लेकिन उन्हें मैन्युअल रूप से परिभाषित किया जाना है और इसीलिए यह पूरी तरह से स्वचालित नहीं बनता है यदि आपके पास एक बड़ा कॉर्पस है जिसे आपको अपने द्वारा परिभाषित करना होगा कुछ सिमेंटिक कंटेंट यूनिट्स और फिर आपका विचार होगा कि आपको जो भी समरी मिल रही है आपके पास उन सिमेंटिक यूनिट्स की अधिकतम कवरेज होनी चाहिए इसलिए यह एक अच्छा मेथड है लेकिन आपको इन यूनिट्स को परिभाषित करने की आवश्यकता है यहाँ अन्य एप्रोच भी हो सकते है इसलिए डॉक्यूमेंट और समरी दिए जाने पर आप इनमें से कुछ प्रॉपर्टी पा सकते हैं जो आपको बता सकती है कि यह एक अच्छी समरी है या नहीं लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप हमेशा रूज पर भरोसा कर सकते हैं यदि आपके पास कोई ग्राउंड ट्रुथ समरी है अगर आपके पास ग्राउंड ट्रुथ समरी नहीं है तों आप अपना खुद की समरी बनाते हैं या आप कुछ मानव इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं यदि आपके पास इवैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे डाक्यूमेंट्स नहीं हैं तों यह समराइजेशन में हमारी चर्चा को समाप्त करता है लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर हमने चर्चा नहीं की है तो शुरुआती स्लाइड्स में बताया था कि समराइजेशन के विभिन्न प्रकार क्या हैं इसलिए हमने सिंगल डॉक्यूमेंट समराइजेशन जेनेरिक समराइजेशन और एक्स्ट्रेक्टिव समराइजेशन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है हम सेंटेंसेस में सेंटेंस को एक्सट्रेकटिंग कर रहे है लेकिन मल्टी डॉक्यूमेंट समराइजेशन में हम क्या करते है इसलिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट समराइजेशन जो हम यहां देख रहे हैं उससे बहुत अलग नहीं है सिवाय इसके कि अब आपके पास अलग अलग डाक्यूमेंट्स हैं तो आप एक ही अल्गोरिथम को लागू कर सकते हैं जैसे लेक्सिंग अल्गोरिथम जहां आप सभी डाक्यूमेंट्स में सभी वाक्य लेते हैं और अपना एल्गोरिथ्म लागू करते हैं लेकिन जब आपके पास समरी होती है तो आप विभिन्न डाक्यूमेंट्स को अलग अलग वेटेज देना चाहते हैं मान लीजिए कि आप जानते हैं कि एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से अधिक महत्वपूर्ण है तो आपके पास उस डॉक्यूमेंट में वाक्यों के लिए अधिक वेटेज होगा साथ ही एक ही डॉक्यूमेंट के वाक्यों के बीच समानता को विभिन्न प्रकार के फ़ंक्शन दिए जा सकते हैं और डाक्यूमेंट्स में समानता हो सकती है आप यह भी उपयोग कर सकते हैं कि दो डॉक्यूमेंट कितने समान हो सकते हैं तो कई अलग अलग तरकीबें हैं जिन्हें आप वहां लागू कर सकते हैं लेकिन कुल मिलाकर विचार लगभग एक जैसा है इसलिए यह बहुत अलग नहीं होगा यह एक क्वेरी स्पेसिफिक समराइजेशन जैसा कुछ होता है यूजर ने एक क्वेरी दी है और मैं उस क्वेरी के संबंध में एक समरी चाहता हूं एक विशेष एप्रोच में सबसे पहले आपको पता चलेगा कि उस क्वेरी के समान वाक्य क्या हैं और फिर आप केवल उनको सम्मराइज में लिखते हैं जो आपके प्रारंभिक सेट को कम करते हैं या जो आप चाहते है उससे बड़ी समरी प्राप्त करें और फिर आप अपना आवेदन करते है फिर आपको पता चलता है कि कौन से क्वेरी के अधिक करीब हैं तो आप केवल उसी को बनाए रखते हैं तो पहले वहां से महत्वपूर्ण वाक्यों का पता लगाएं जो केवल क्वेरी के करीब हैं उन्हें बनाए रखें और कुछ अन्य तरीके भी हो सकते हैं तो फिर से आप क्वेरी स्पेसिफिक मल्टी डॉक्यूमेंट समराइजेशन कर सकते हैं तो आपके पास एक क्वेरी है आपके पास एक संपूर्ण रिपॉजिटरी है पहले कुछ जानकारी का उपयोग करके यह पता करें कि कौन से डॉक्यूमेंट क्वेरी के लिए रिलेवेंट हैं यह आपके समराइजेशन का उपयोग करते हुए वहाँ से आपका मल्टी डॉक्यूमेंट बन जाता है और उन वाक्यों को चुनें जो आपकी क्वेरी के लिए रिलेवेंट हैं तो यह ऐसा है जैसे आप एक ही प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके क्वेरी को विशेष रूप से समराइजेशन में लागू कर सकते हैं लेकिन क्वेरी के आधार पर कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग कुछ प्रीप्रोसेस कर रहे हैं और फिर अंत में आपके पास एब्सट्रेकटिव समराइजेशन है अब एब्सट्रेकटिव थोड़ा पेचीदा है क्योंकि यहाँ अब आप केवल वाक्यों को लेने के बारे में चिंतित नहीं हैं आप वाक्यों को ले रहे हैं यदि कुछ वाक्यों में समान जानकारी होती है जिन्हें आप एक साथ फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो सामान्य रूप से किया जाता है वह यह है कि जब भी एब्सट्रेकटिव समरी का उत्पादन करना चाहते हैं तो आप पहले एक्सट्रेकटिव समरी को लागू करते हैं जिससे लार्जर सेट प्राप्त करते हैं तो मान लीजिए कि मुझे 100 लेंथ की समरी चाहिए तो मैं क्या करूंगा मैं एक्सट्रैक्टिव समराइजेशन लागू करूंगा जो कि 200 लेंथ की समरी प्राप्त करेगा मुझे जितना चाहिए उससे दो गुना अधिक अब मैं एब्सट्रेकटिव मेथड लागू करता हूं तों यहाँ मान लीजिए कि मेरे पास 10 वाक्य या 20 वाक्य हैं तो मुझे पता चलेगा कि कौन से वाक्य बहुत समान हैं या एक दूसरे के करीब हैं मान लीजिए कि S 1 S 2 और S 3 एक दूसरे के समान हैं तो मैं क्या करूंगा मैं इन वाक्यों को लूँगा और उन्हें एक साथ एक वाक्य पाने के लिए फ्यूज करने की कोशिश करूंगा फिर यह फ्यूज़न कैसे होगा मैं कहूंगा कि कुछ शब्द हैं जो यहां और वहां कॉमन हैं और फिर कुछ जानकारी है जो प्रदान की जा रही हैं इसलिए मैं कॉमन पार्ट को यहां से ले जाऊंगा इसलिए ऐसा करने के लिए कई एप्रोच हैं उनमें से कई वर्ड ग्राफ पर आधारित हैं तो इसी तरह आप सभी शब्दों का निर्माण करते हैं वाक्यों में सभी शब्दों को लेते हैं एक ग्राफ का निर्माण करते हैं और फिर आप पथ का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं ये शब्द जुड़े हुए हैं ये शब्द दूसरे वाक्य में जुड़े हुए हैं ये शब्द भी जुड़े होंगे लेकिन कुछ डायवर्सन होगा और जहाँ पर डायवर्सन होता है आप इन दोनों को एक साथ ले जाने की कोशिश करते हैं किसी तरह की लैंग्वेज जनरेशन करते हैं तो ऐसे आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं या कुछ अन्य अलग अलग कनेक्टर्स ले सकते है लेकिन जो कुछ भी सामान्य है आप उसे केवल एक बार ही लेंगे तो यह अच्छा क्षेत्र है जहां बहुत काम हो रहा है कि आप एब्सट्रेकटिव समराइजेशन का निर्माण कैसे करते हैं लेकिन विचार यह है कि आप पहले एक्सट्रेकटिव लेते हैं और फिर वहां से एक एब्सट्रेकटिव बनाते हैं और फिर से आप अपने IIP बेस्ड मेथड का उपयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि किस पाथ पर जाना है पाथ यहाँ यूनीग्राम बाईग्राम्स या हायर लेंथ पर आधारित हो सकते हैं तो इसी के साथ समराइजेशन पर हमारी चर्चा को यही समाप्त करते है और यह बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसमे बहुत काम किया गया है और अभी इस क्षेत्र में किया जा रहा है इसमें बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं तो आप न्यूज़ समराइजेशन और साइंटिफिक आर्टिकल समराइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं उसी समय आप अपने फीडर स्ट्रीम क्वोरा आंशर्स स्टैक फ्लो स्टैक ओवरफ्लो आंशर्स और पर भी समराइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं तो बहुत सारे ट्वीट्स हैं कुछ घटनाओं के लिए जिन्हें आप एक डिजास्टर घटना से समराईज में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इस तरह से आप एक्सट्रेकटिव समराइजेशन एब्सट्रेकटिव समराइजेशन का उपयोग कर सकते हैं और हमारी मदद कर सकते है अगले लेक्चर में हम एक न्यू एप्लीकेशन टोपिक शुरू करेंगे जो कि फिर से टेक्स्ट क्लास्सीफीकेशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसके लिए एक बार फिर उपयुक्त बेसलाइन पर चर्चा करेंगे